आविष्कार को कैसे पकड़ें आविष्कार को कैसे पकड़ें एक आविष्कार की तलाश के लिए पहली बात यह है कि एक प्रकटीकरण की तलाश करें एक आविष्कार की तलाश के लिए पहली बात यह है कि एक प्रकटीकरण की तलाश करें आविष्कार इस तरह से किए गए खुलासे हैं जिसमें आप एक पेटेंट प्राप्त कर सकते हैं आविष्कार इस तरह से किए गए खुलासे हैं जिसमें आप एक पेटेंट प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि प्रकटीकरण पेटेंट योग्य है तो हम इसे पेटेंट योग्य आविष्कार कहते हैं इसलिए यदि प्रकटीकरण पेटेंट योग्य है तो हम इसे पेटेंट योग्य आविष्कार कहते हैं तो आप एक प्रकटीकरण की तलाश कहां करते हैं तो आप एक प्रकटीकरण की तलाश कहां करते हैं एक प्रकटीकरण जिसे आपको ध्यान में रखना है एक लिखित प्रकटीकरण होता है और आविष्कार के भौतिक अवतार से अलग होता है एक प्रकटीकरण जिसे आपको ध्यान में रखना है एक लिखित प्रकटीकरण होता है और आविष्कार के भौतिक अवतार से अलग होता है भौतिक अवतार लिखित प्रकटीकरण से अलग है भौतिक अवतार लिखित प्रकटीकरण से अलग है उदाहरण के लिए एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस है कुछ बटन हैं और आमतौर पर यह एक मानक रूप में है उदाहरण के लिए एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस है कुछ बटन हैं और आमतौर पर यह एक मानक रूप में है यदि यह अपनी भौतिक स्थिति में हैतो इसे एक भौतिक अवतार के रूप में समझा जा सकता है या यह कैसे दिखेगा यदि यह अपनी भौतिक स्थिति में हैतो इसे एक भौतिक अवतार के रूप में समझा जा सकता है या यह कैसे दिखेगा जबकि जब वही आविष्कार लिखित रूप में वर्णित किया जाता है तो इसे एक प्रकटीकरण के रूप में वर्णित किया जाता है जबकि जब वही आविष्कार लिखित रूप में वर्णित किया जाता है तो इसे एक प्रकटीकरण के रूप में वर्णित किया जाता है यहाँ आपके पास एक आविष्कार है जो इस पेटेंट में एक इंटेलीजेंट प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल डिवाइस की प्रतिक्रिया करता है यहाँ आपके पास एक आविष्कार है जो इस पेटेंट में एक इंटेलीजेंट प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल डिवाइस की प्रतिक्रिया करता है जैसा कि आपने अभी देखा लिखित विवरण भौतिक अवतार से बहुत अलग है जैसा कि आपने अभी देखा लिखित विवरण भौतिक अवतार से बहुत अलग है आम तौर पर आप इस प्रकटीकरण की अपेक्षा करेंगे जिसे संक्षेप में एक आविष्कार प्रकटीकरण प्रपत्र या आईडीएफ कहा जाता है आम तौर पर आप इस प्रकटीकरण की अपेक्षा करेंगे जिसे संक्षेप में एक आविष्कार प्रकटीकरण प्रपत्र या आईडीएफ कहा जाता है आविष्कार प्रकटीकरण फॉर्म में विभिन्न कॉलम होंगे जो आप आविष्कारक को भरने के लिए कहेंगे आविष्कार प्रकटीकरण फॉर्म में विभिन्न कॉलम होंगे जो आप आविष्कारक को भरने के लिए कहेंगे यह ज्ञान के क्षेत्र के बारे में कुछ भी हो सकता है यह कला की पृष्ठभूमि पर कुछ हो सकता है यह मौजूदा आविष्कारों के साथ समानता पर कुछ हो सकता है यह आविष्कारशील सुविधाओं के उपयोग या फायदेपर कुछ हो सकता है यह ज्ञान के क्षेत्र के बारे में कुछ भी हो सकता है यह कला की पृष्ठभूमि पर कुछ हो सकता है यह मौजूदा आविष्कारों के साथ समानता पर कुछ हो सकता है यह आविष्कारशील सुविधाओं के उपयोग या फायदेपर कुछ हो सकता है तो आविष्कार प्रकटीकरण फॉर्म में काफी सारी जानकारी होगी जिसे आविष्कारक को भरना होगा तो आविष्कार प्रकटीकरण फॉर्म में काफी सारी जानकारी होगी जिसे आविष्कारक को भरना होगा आविष्कारक का साक्षात्कार करना आविष्कारक से जानकारी प्राप्त करने का एक और तरीका है यह पारंपरिक तरीका है जिसमें पेटेंट अटॉर्नी आविष्कारक का साक्षात्कार लेता है प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछता है सवालों के जवाब देता है और अंततः साक्षात्कार के माध्यम से आविष्कारक से एक अच्छा खुलासा प्राप्त करने में सक्षम होगा आविष्कारक का साक्षात्कार करना आविष्कारक से जानकारी प्राप्त करने का एक और तरीका है यह पारंपरिक तरीका है जिसमें पेटेंट अटॉर्नी आविष्कारक का साक्षात्कार लेता है प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछता है सवालों के जवाब देता है और अंततः साक्षात्कार के माध्यम से आविष्कारक से एक अच्छा खुलासा प्राप्त करने में सक्षम होगा प्रकटीकरण कितना महत्वपूर्ण है प्रकटीकरण कितना महत्वपूर्ण है अब प्रकटीकरण का उपयोग पूर्व कला को खोजने के लिए किया जा सकता है अब प्रकटीकरण का उपयोग पूर्व कला को खोजने के लिए किया जा सकता है तो प्रकटीकरण जितना प्रभावी होगा पेटेंटबिलिटी सर्च रिपोर्ट उतनी अच्छी होगी तो प्रकटीकरण जितना प्रभावी होगा पेटेंटबिलिटी सर्च रिपोर्ट उतनी अच्छी होगी तो प्रकटीकरण का उपयोग पूर्व कला की खोज के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग पेटेंट विनिर्देश को तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है क्योंकि आविष्कारक जो प्रकटीकरण करता है वह अंततः पेटेंट विनिर्देश में मिल जाता है तो प्रकटीकरण का उपयोग पूर्व कला की खोज के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग पेटेंट विनिर्देश को तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है क्योंकि आविष्कारक जो प्रकटीकरण करता है वह अंततः पेटेंट विनिर्देश में मिल जाता है एक प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ पेटेंट अधिनियम में जो भाषा होती है इसे पूरी तरह से और विशेष रूप से आविष्कार का वर्णन करना चाहिए एक प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ पेटेंट अधिनियम में जो भाषा होती है इसे पूरी तरह से और विशेष रूप से आविष्कार का वर्णन करना चाहिए विशेष रूप से इसका मतलब है कि इसे विवरण के साथ इसका वर्णन करना चाहिए विशेष रूप से इसका मतलब है कि इसे विवरण के साथ इसका वर्णन करना चाहिए यह कार्य प्रणाली या उपयोग का भी वर्णन करें इसे प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि का भी वर्णन करना चाहिए यह कार्य प्रणाली या उपयोग का भी वर्णन करें इसे प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि का भी वर्णन करना चाहिए आविष्कार करने की सबसे अच्छी विधि के आधार पर अविष्कार का दावा किया जाएगा और दावे स्वयं स्पष्ट और खुलासे के आधार पर चाहिए आविष्कार करने की सबसे अच्छी विधि के आधार पर अविष्कार का दावा किया जाएगा और दावे स्वयं स्पष्ट और खुलासे के आधार पर चाहिए पेटेंट विनिर्देश का दावा पेटेंट विनिर्देश का समापन हिस्सा है जहां एक पेटेंट एक आविष्कार का दावा किया जाता है और दावा किए गए ख़ुलासे के आधार पर ही किया जाना चाहिए पेटेंट विनिर्देश का दावा पेटेंट विनिर्देश का समापन हिस्सा है जहां एक पेटेंट एक आविष्कार का दावा किया जाता है और दावा किए गए ख़ुलासे के आधार पर ही किया जाना चाहिए इसलिए यह खुलासा महत्वपूर्ण है क्योंकि दावों का मसौदा खुलासे के आधार पर तैयार किया गया है इसलिए यह खुलासा महत्वपूर्ण है क्योंकि दावों का मसौदा खुलासे के आधार पर तैयार किया गया है हमने अभी उल्लेख किया था कि आविष्कार प्रकटीकरण फ़ॉर्म एक तरीका है जिसमें आप एक आविष्कारक से प्रकटीकरण पर कब्जा कर सकते हैं हमने अभी उल्लेख किया था कि आविष्कार प्रकटीकरण फ़ॉर्म एक तरीका है जिसमें आप एक आविष्कारक से प्रकटीकरण पर कब्जा कर सकते हैं यहाँ आपके सामने एक विशिष्ट आविष्कार प्रकटीकरण प्रपत्र है आप बस इस पर एक नज़र डाल सकते हैं अब इस प्रपत्र को आविष्कारक द्वारा भरना होगा यहाँ आपके सामने एक विशिष्ट आविष्कार प्रकटीकरण प्रपत्र है आप बस इस पर एक नज़र डाल सकते हैं अब इस प्रपत्र को आविष्कारक द्वारा भरना होगा तो इस हिस्से में संपर्क जानकारी आविष्कार का नाम मुख्य आविष्कारक यदि कई आविष्कारक हैं तो उन्हें राष्ट्रीयता का उल्लेख करना होगा क्योंकि आपका निवास फाइलिंग के कुछ नियम आधिकारिक पदनाम संपर्क जानकारी और पते को निर्धारित कर सकता है तो इस हिस्से में संपर्क जानकारी आविष्कार का नाम मुख्य आविष्कारक यदि कई आविष्कारक हैं तो उन्हें राष्ट्रीयता का उल्लेख करना होगा क्योंकि आपका निवास फाइलिंग के कुछ नियम आधिकारिक पदनाम संपर्क जानकारी और पते को निर्धारित कर सकता है आविष्कार के पेटेंट शीर्षक के बारे में जानकारी तकनीकी क्षेत्र में आविष्कार संक्षिप्त विवरण नवीन विशेषताएँ आविष्कारशील विशेषताएँ और भाग सी में सार्वजनिक प्रकटीकरण और पूर्व कला से संबंधित भाग हैजिसमें आप जान पाएंगे कि क्या आविष्कारक कुछ पूर्व कला जानता है क्या वैज्ञानिक प्रकाशन या पेटेंट डेटाबेस हैं क्या उन पर पेटेंट प्रदान किए गए हैं आविष्कार के पेटेंट शीर्षक के बारे में जानकारी तकनीकी क्षेत्र में आविष्कार संक्षिप्त विवरण नवीन विशेषताएँ आविष्कारशील विशेषताएँ और भाग सी में सार्वजनिक प्रकटीकरण और पूर्व कला से संबंधित भाग हैजिसमें आप जान पाएंगे कि क्या आविष्कारक कुछ पूर्व कला जानता है क्या वैज्ञानिक प्रकाशन या पेटेंट डेटाबेस हैं क्या उन पर पेटेंट प्रदान किए गए हैं और भाग डी में आप पूरी तरह से एक अतिरिक्त जानकारी पूछ सकते हैं है जो कुछ प्रकटीकरण forms आविष्कारकर्ता से बाजार मूल्यांकन और लाइसेंसिंग का अनुरोध कर सकता है और भाग डी में आप पूरी तरह से एक अतिरिक्त जानकारी पूछ सकते हैं है जो कुछ प्रकटीकरण forms आविष्कारकर्ता से बाजार मूल्यांकन और लाइसेंसिंग का अनुरोध कर सकता है वह कौन सी समस्या थी जिसका आविष्कार द्वारा हल हुआ वह कौन सी समस्या थी जिसका आविष्कार द्वारा हल हुआ मौजूदा समाधान क्या हैं मौजूदा समाधान क्या हैं क्या मौजूदा समाधान सफल रहे हैं क्या मौजूदा समाधान सफल रहे हैं आपका आविष्कार क्या हल करना चाहता है आपका आविष्कार क्या हल करना चाहता है और यह किस हद तक किसी मौजूदा समस्या का समाधान करना चाहता है और यह किस हद तक किसी मौजूदा समस्या का समाधान करना चाहता है सामान्य विशेषताएं जो आपके आविष्कार के लिए सामान्य हैं सामान्य विशेषताएं जो आपके आविष्कार के लिए सामान्य हैं विशिष्ट विशेषताएं आपके आविष्कार को विशेष बनाती हैं और आविष्कारशील विशेषताओं और उन विशेषताओं को समझाने की कोशिश करती हैं जिन्हें पेटेंट किया जाना है जिसका दावा किया जाना है विशिष्ट विशेषताएं आपके आविष्कार को विशेष बनाती हैं और आविष्कारशील विशेषताओं और उन विशेषताओं को समझाने की कोशिश करती हैं जिन्हें पेटेंट किया जाना है जिसका दावा किया जाना है इसलिए सामान्य सुविधाओं और विशिष्ट विशेषताओं को समझना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके आधार पर आप उस इनपुट है यदि यह संभव नहीं है तो क्या इसका एक ड्राइंग के रूप में दृश्य प्रतिनिधित्व है क्या आविष्कार का व्यावसायिक रूप से दोहन किया गया है और क्या इसका विदेशों में दोहन किया गया है इसलिए सामान्य सुविधाओं और विशिष्ट विशेषताओं को समझना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके आधार पर आप उस इनपुट है यदि यह संभव नहीं है तो क्या इसका एक ड्राइंग के रूप में दृश्य प्रतिनिधित्व है क्या आविष्कार का व्यावसायिक रूप से दोहन किया गया है और क्या इसका विदेशों में दोहन किया गया है और क्या कोई संवाद है या क्या आविष्कारक ने संभावित खरीदारों और लाइसेंस के बारे में कोई खुलासा किया है और क्या कोई संवाद है या क्या आविष्कारक ने संभावित खरीदारों और लाइसेंस के बारे में कोई खुलासा किया है